चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा I हमने सीखा है कि चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को ठीक उसी तरह से संग्रहीत करता है जैसे विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहीत होती है और इसे 1 आधा एप्सिलॉन 0 E वर्ग के रूप में दिया जाता है जिसे हमने पहले ही देखा था Energy120E2 और आज के व्याख्यान में ऊर्जा क्या होनी चाहिए यह स्थापित करने के लिए हम फैराडे Faraday's और लेंज़ Lenz's के नियम का उपयोग करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऊर्जा संग्रहीत होनी चाहिए और यह क्या होनी चाहिए तो हम शुरू करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा क्यों होनी चाहिए कारण यह है कि एक चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना मैं सिर्फ B का उपयोग करूंगा इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यदि मैं एक प्रेरक लेता हूं और हमने देखा है कि अगर मैं अब इसके माध्यम से विद्युत धारा स्थापित करने का प्रयास करता हूं तो शायद स्विच के माध्यम से तो क्या होता है प्रेरक में बैक EMF या EMF विकसित होता है और यह EMF ऐसा है कि यह विरोध करता है परिवर्तन जो इसे स्थापित कर रहा है और इसे इसलिए बैक EMF के रूप में भी जाना जाता है तो क्या हो रहा है कि मैं यह सर्किट ले रहा हूं मुझे यहां एक प्रतिरोधक भी लगा देता हूँ एक चाबी लगाओ एक बैटरी लगाओ जैसे ही मैंने इस चाबी को चालू किया विद्युत धारा बढ़ने की कोशिश करती है I t बढ़ने की कोशिश करती है और जैसे जैसे यह बढ़ती है यहाँ एक बैक EMF विकसित होता है जिसे हम माइनस चिह्न L d I भाग dt द्वारा लिखते हैं मैं इसे फिर से समझाऊंगा और वह इस परिवर्तन का विरोध करता है हमें काम करना है फिर हमें इस EMF पर काबू पाने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करनी है ताकि यदि आप एक सादृश्य बनाते हैं तो इसे एक बैटरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो विद्युत धारा का विरोध कर रहा है और इसलिए मुझे ऊर्जा की आपूर्ति करनी है ताकि विद्युत धारा इस बैटरी के माध्यम से गुजर जाए और जो काम मैं कर रहा हूं वह चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना में जाता है जो इस विद्युत धारा से उत्पन्न होता है तो आखिरकार हम इसे इस रूप में व्याख्यित करते हैं जैसे कि यह ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत होती है बहुत समान है याद रखें कि अगर मेरे पास संधारित्र है और मैंने एक स्विच के माध्यम से विद्युत धारा चालू की है तो विद्युत धारा धीरे धीरे बनती है या संधारित्र में आवेश धीरे धीरे बनता है और जिस प्रक्रिया में अंत में I ऊर्जा की आपूर्ति करता है जिसे हम अंत में व्याख्या करते हैं जैसे की यह या तो संधारित्र में या विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत होता है तो हम अब एक समान गणना करने जा रहे हैं यह पता लगाने के लिए कि हम कितनी ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं जो संग्रहीत है इसलिए तो हम ऐसा करते हैं हमारे पास प्रेरकत्व L के साथ यह प्रेरक एक प्रतिरोध r और एक बैटरी है और हम इस स्विच को t के 0 बराबर पर चालू करते हैं इसलिए किरचॉफ Kirchhoff's के नियम से मेरे पास यह EMF E है और बैक EMF LdI dt है और यह IR के बराबर होना चाहिए है यह किरचॉफ Kirchhoff's का नियम है तो जो समीकरण हमें I के लिए मिलता है वह है L dI dt प्लस IR जो EMF के बराबर है या लागू वोल्टेज के बराबर या d I d t प्लस R भाग L I के बराबर है ϵ LdIdtIR or LdIdtIRϵ dIdtRLIL इसका समाधान सजातीय भाग के लिए समाधान है जो बहुत सीधा है जो कि नियतांक C गुणा e ऊपर माइनस R भाग L t प्लस दूसरा भाग जो गैर सजातीय E के लिए है जो E L भाग R के लिए निकलता है और यह E भाग L ऊपर के बराबर होना चाहिए तो E L भाग R और यह L है यह रद्द होता है और इसलिए हमें मिलता है कि I t के बराबर यह C e ऊपर माइनस R भाग L t प्लस E भाग R के बराबर यह समय के फलन के रूप में विद्युत धारा है ItCe RLtR अब हम प्रारंभिक शर्तें लागू करते हैं प्रारंभिक शर्तें I t 0 के बराबर 0 के बराबर है जब मैं इस n को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे C के बराबर माइनस E भाग R मिलता है और इसलिए विद्युत धारा I t के लिए मेरा अंतिम उत्तर E भाग R 1 माइनस e ऊपर माइनस R भाग L t के बराबर है यह एक परिणाम है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं It00 ∴C R ItR यदि मैं इसे I t बनाम समय के लिए प्लॉट करता हूं तो यह ऊपर जाता है और अंत में जैसा कि t अनंत तक जाता है E भाग R के मान में जाता है और यह फलन है E भाग R 1 माइनस e ऊपर माइनस R भाग L तो शुरू में जैसे ही स्विच चालू होता है कोई विद्युत धारा नहीं है और अंत में जैसे कि वहां कोई प्रेरक नहीं है वैसे ही विद्युत धारा E भाग R हो जाता है आइए अब ऊर्जा आपूर्ति देखें इसलिए अगर मैं इस समीकरण को फिर से लेता हूं तो EMF L d I dt प्लस RI के बराबर है और दोनों पक्षों को I से गुणा करें याद रखें कि I समय का फलन है मुझे e I t LI dI भाग dt प्लस RI वर्ग के बराबर मिलता है ϵItLIdIdtRI2 यह टर्म मैं पहले से ही जानता हूं कि जूल हीटिंग है जो प्रति इकाई समय पर उत्पादित ताप या प्रतिरोध में खपत शक्ति है दूसरी टर्म यह है जिसे मैं एक आधा L I का d भाग dt वर्ग के रूप में लिख सकता हूं तो हम जो प्राप्त करते हैं वह आपूर्त शक्ति E गुणा I t के बराबर है जो कि 1 आधे L I t वर्ग प्लस R I वर्ग के बराबर है जैसे समय अनंत तक जाता है मैं कुल आपूर्त शक्ति प्राप्त कर सकता हूं E I t 0 से अनंत dt यह कुल ऊर्जा है कुल शक्ति नहीं कुल ऊर्जा आपूर्ति उस समय तक I हो जाता है यह 1 आधा d भाग dt आधा L I अंतिम वर्ग प्लस R I वर्ग dt समाकलन के बराबर है इसलिए यह कुल जूल हीटिंग है कुल उत्पादित ताप है Power suppliedϵIt12LdI2dtRI2 Total energy 0ϵItdt12LI2RI2dt इस टर्म का क्या यह वह ऊर्जा है जो कहीं संग्रहित है मुझे कैसे पता चलेगा यह संग्रहीत है मुझे पता है अगर मैंने बैटरी को बंद कर दिया तो किसी तरह करंट तुरंत नीचे नहीं जाता यह अभी भी बचा हुआ है इस संग्रहित ऊर्जा से उस ऊर्जा की आपूर्ति होती है तो हम कहते हैं कि यह ऊर्जा सर्किट में संग्रहीत है और हम इसे चुंबकीय क्षेत्र B में संग्रहीत करने के लिए लेते हैं जो इस परिमित विद्युत धारा द्वारा निर्मित होता है तो अब हम क्या करना चाहते हैं इस सूत्र को चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में ऊर्जा में परिवर्तित करें विशेष रूप से मैं चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में ऊर्जा घनत्व ऊर्जा प्रति इकाई मात्रा प्राप्त करना चाहता हूं संग्रहीत ऊर्जा के सूत्र जो हमने अभी देखा था कि वह 1 आधा और L I वर्ग के बराबर है को परिवर्तित करने के लिए हम इसके लिए निम्नलिखित तरीके से जाते हैं मुझे इस तार को एक प्रेरक के रूप में लेने दें मुझे इसे कुछ मोटाई बहुत छोटी मोटाई देने दें और इस में से विद्युत धारा प्रवाहित होने दें प्रेरकत्व L की परिभाषा से फ्लक्स फाई पृष्ठ से गुजर रहा है यह पृष्ठ जिसे मैं लाल रंग से दिखाऊंगा तार द्वारा तय किया जाने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल L I के बराबर होने वाला है इसलिए मैं इसे संग्रहीत ऊर्जा लिख सकता हूं मैं इसे W आधे I गुणा LI के बराबर लिख सकता हूं जिसे हम 1 आधा I गुणा फ्लक्स फाई के रूप में लिख सकते हैं Energy stored12LI2 ϕLI W12ILI12Iϕ अब मुझे पता है कि इस पृष्ठ के माध्यम से फ्लक्स फाई पृष्ठ के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र डॉट d s के बराबर है जहां d s यहां लघु क्षेत्रफल अवयव है अवयव क्षेत्रफल है और फिर हम सभी को समाकलित करते हैं फिर से याद रखें कि ds और I R पारंपरिक दिशात्मक अर्थों से संबंधित है तो मैं इसे आधा I समाकलन B डॉट d s के रूप में लिखने जा रहा हूं जिसमें मैं एक और संबंध उपयोग करने जा रहा हूं जिसमें B कर्ल A के बराबर है ताकि मैं स्टोक्स प्रमेय का उपयोग कर सकूं और फिर अगला कदम मैं इसे आधा I समाकलन कर्ल A के रूप में लिखता हूँ जहां A वेक्टर पोटेंशियल डॉट ds है और इसे मैं स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करके फिर से आधा I समाकलन A डॉट dl के बराबर लिख सकता हूं W12IBdS12IAdS12IAdl याद रखें फिर से d l और d s ऐसे संबंधित हैं कि दिशाएं दिशा की पारंपरिक समझ के माध्यम से ठीक से संबंधित हैं और क्योंकि हम इस दिशा के बारे में बात कर रहे हैं I उसी दिशा में है जिसमें dl है और इसलिए हम फिर से एक चाल का उपयोग करते हैं जो हमने पहले उपयोग की थी यदि मैं इस तार को देखता हूं यहां से I प्रवाहित हो रहा है यहां एक छोटा क्षेत्रफल A है यहां दिशा dl है इसलिए इसे इस रूप में लिखा जा सकता है आधा I कुछ भी नहीं j A डॉट विद्युत धारा की दिशा जो अब मैं j पर डालने जा रहा हूं और इसलिए मैं इस डॉट को यहां से हटाने जा रहा हूं डॉट को j a dl के पास रखें a लम्बवत है और यह आयतन के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए मुझे मिलने वाली अंतिम अभिव्यक्ति 1 आधा समाकलन d आयतन होने वाली है जिसे मैं इस j r डॉट A के रूप में लिखता हूं यह पूरे निर्वात में आयतन है लेकिन यह केवल गैर शून्य है जहां j गैर शून्य है और इसलिए अंत में यह केवल तार पर गैर शून्य हो जाता है तोयह तार जो विद्युत धारा I को ले जा रहा है के लिए हम प्राप्त करते हैं कि ऊर्जा समय के द्वारा संग्रहीत होती है मैं समाप्त करता हूं कि इस धारा की स्थापना उस बिंदु पर 1 आधा आयतन का समाकलन j r डॉट A r है हमने अभी तक नहीं किया है क्योंकि हम इस पूरी चीज़ को चुंबकीय क्षेत्र में बदलना चाहते हैं तो मैं एक और पहचान का उपयोग करने जा रहा हूं जिसमें कहा गया है कि B का कर्ल j r गुणा म्यू 0 के बराबर है और इसलिए j r को 1 से विभाजित म्यू 0 B के कर्ल के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह काम मैं इस रूप में लिख सकता हूं आधा आयतन का इंटीग्रल B के कर्ल डॉट A से विभाजित म्यू 0 W12dr jrA B0jrjr10B W120drBA याद रखें हम ये कदम उठा रहे हैं जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया था जहां हम समाकलन परिवर्तित करते हैं या आवेश पर समाकलन को क्षेत्र में समाकलन रूप में परिवर्तित करते हैं अब आप देखते हैं कि यह समझ में आता है जब मैं d r के बारे में बात करता हूं जो पूरे निर्वात का आयतन समाकलन है कि यह गैर शून्य होगा जहां भी B का कर्ल गैर शून्य है और जहां भी A गैर शून्य है अब हम इसे फिर से पूरी तरह से B में बदल देते हैं हम एक पहचान का उपयोग करने जा रहे हैं जो कहता है कि दो सदिश A क्रॉस B का डाइवर्जेंस B डॉट कर्ल A माइनस A डॉट कर्ल B के बराबर है जो मुझे तुरंत बताता है कि A डॉट कर्ल B B डॉट कर्ल A माइनस डाइवर्जेंस A क्रॉस B के बराबर है और इसलिए इस समाकलन को फिर से किये गए कार्य के रूप लिखा जा सकता है जो 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 के आयतन समाकलन का समाकलन अंदर मुझे B डॉट कर्ल A माइनस डाइवर्जेंस A B मिलता है ABBA AB ABBA AB W120dr BA AB तो अब मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं और इस किये गए कार्य को 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 समाकलन आयतन समाकलन B डॉट कर्ल A माइनस डाइवर्जेंस A B लिखता हूँ आइए इस टर्म को देखें A का कर्ल कुछ भी नहीं है लेकिन फिर से B है इसलिए यह 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 समाकलन आयतन समाकलन B वर्ग माइनस 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 आयतन समाकलन डाइवर्जेंस A B हो जाता है मैं डायवर्जेंस प्रमेय का उपयोग अब इसे पृष्ठ समाकलन में बदलने के लिए कर सकता हूं जो बन जाता है 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 समाकलन ds याद रखें मैंने कहा कि यह समाकलन पूरे स्थान पर है इसलिए ds वास्तव में बहुत दूर है बहुत दूर डॉट A क्रॉस B B लगभग 1 द्वारा विभाजित r वर्ग पर जाता है A 1 द्वारा विभाजित r के रूप में जाता है इसलिए यह समाकलन 1 द्वारा विभाजित r घन के रूप में जाता है ds दूर r वर्ग के रूप में चला जाता है इसलिए यह संपूर्ण समाकलन 1 द्वारा विभाजित r के रूप में चला जाता है और इसलिए हम इसे 0 लिख सकते हैं और इसलिए अंत में ऊर्जा आयतन समाकलन B वर्ग द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 के बराबर निकलती है और इसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं W120dr BA AB120drB2 120dr ABdr B220 क्योंकि पूरे आयतन पर इसे समाकलन करने से मुझे कुल ऊर्जा मिलती है तो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व या एक चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा इस प्रकार होती है कि ऊर्जा घनत्व को B वर्ग द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 के रूप में दिया जाता है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के समान है जिसे 1 आधा एप्सिलॉन 0 e वर्ग के रूप में दिया गया था अगले व्याख्यान में हम इसका उपयोग करके कुछ उदाहरणों को हल करने जा रहे हैं